इस व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने रिस्क मैनेजमेंट पर कुछ बुनियादी अवधारणाओं पर गौर किया था हमने चर्चा की थी कि रिस्क क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क क्या है आज हम रिस्क मैनेजमेंट पर आगे चर्चा करेंगे और उसके बाद हम क्वालिटी मैनेजमेंट पर चर्चा शुरू करेंगे अब हम शुरू करते हैं एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जहां हम रिस्क के लिए योजना बनाते हैं और पहचानते हैं रिएक्टिव अप्रोच में हम कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाते हैं संभवतः रिस्क का पूर्वानुमान लगाना कठिन है हम परियोजना के दौरान दिखाई देने वाले रिस्क को संभालते हैं प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में पहला कार्य रिस्क की पहचान है हम उन सभी रिस्क को सूचीबद्ध करते हैं जिनके बारे में हमने कुछ दिशानिर्देशों पर चर्चा की थी कि रिस्क की पहचान कैसे करें और एक बार जब हमारे पास रिस्क की सूची होती है तो हम रिस्क का एनालिसिस करते हैं एनालिसिस इस रूप में है कि रिस्क के सही होने की संभावना क्या है और उस रिस्क का कॉस्ट इंप्लीकेशन क्या होगा और इसके आधार पर हम उस परियोजना के रिस्क को प्राथमिकता दे सकते हैं जो इस परियोजना के लिए संस्थान के लिए सबसे अधिक हानिकारक होगा जो सबसे गंभीर रिस्क होगा हमें उसके लिए विस्तृत योजनाएँ बनाने की आवश्यकता है रिस्क प्लानिंग में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि रिस्क के प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है या कम से कम रिस्क किया जा सकता है और अंत में रिस्क मॉनिटरिंग की निगरानी जहां हम देखते हैं कि रिस्क की स्थिति क्या है एक बार जब हमने किसी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर को सभी रिस्क सूचीबद्ध किए हैं हमें रिस्क का अनुमान लगाने की जरूरत है और एक बार जब हम रिस्क की सूची बना लेते हैं तो हमें रिस्क का एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है यहां रिस्क के एनालिसिस का मतलब है कि हम क्वालिटेटिवली रूप से घटना की संभावना को निर्दिष्ट करते हैं उदाहरण के लिए एक क्वांटिटीव वैल्यू देना बहुत कठिन होगा हम यह नहीं कह सकते कि इस रिस्क की घटना 665 है यह कठिन होगा और हम गुणात्मक रूप से रिस्क के कारण संभावित नुकसान की पहचान करेंगे या अनुमान लगाएंगे और इसके आधार पर हम सभी रिस्क के लिए एक रिस्क एक्सपोजर या RE की गणना करते हैं जो संभावित नुकसान का गुणा और घटना की संभावना है पोटेंशियल डैमेज हम जोखिम के लिए एक मनी वैल्यू अनुमानित पैसे मूल्य प्रदान करते हैं उदाहरण के लिए बाढ़ से 1 बिलियन की डैमेज होगी और बाढ़ आने की संभावना 001 है यह 100 में से 1 मौका है एक दुर्लभ मौका है और इन दो मूल्यों के लिए संभावित डैमेज 1 बिलियन है और रिस्क होने की संभावना 001 है हम इस मामले के लिए रिस्क की गणना 001 में 1 बिलियन कर सकते हैं जो कि 10 मिलियन है हम इसे बीमा प्रीमियम के रूप में सोच सकते हैंबीमा मैं मूल रूप से इसी तरह से गणना की जाती है कि दुर्घटना होने की संभावना क्या है और दुर्घटना के लागत निहितार्थ क्या हैं और इससे बीमा प्रीमियम वसूलने का संकेत मिलेगा रिस्क को क्वांटिटीव वैल्यू देना कठिन है अक्सर हम क्वालिटेटिवली रूप से बता सकते हैं कि क्या संभावनाएं बहुत अधिक हैं संभावनाएं महत्वपूर्ण या मध्यम और निम्न हैं और रिस्क की इस गुणात्मक संभावना के आधार पर हम क्वांटिटीव वैल्यू दे सकते हैं जब हम कहते हैं कि रिस्क अधिक है तो यह 50 प्रतिशत से अधिक हैहम रिस्क की संभावना के गुणात्मक अनुमान के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक मूल्य देते हैं सिग्निफिकेंट कुछ ऐसा है जैसे 30 से 50 प्रतिशत मध्यम 10 से 30 प्रतिशत और निम्न 10 प्रतिशत से कम है और एक बार जब हमने विभिन्न risks के लिए प्राथमिकता निकाल ली है risk exposure के माध्यम से तब हमें रिस्क प्लानिंग करने की आवश्यकता है बहुत ही खतरनाक रिस्क के लिए रिस्क एक्सेप्टेंस रिस्क अवॉइडेंस रिस्क रिडक्शन रिस्क ट्रांसफर रिस्क मिटिगेशन और कंटीन्जेसी मेजर से विभिन्न तरीकों से रिस्क से निपटा जा सकता है रिस्क एक्सेप्टेंस में हम निर्धारित करते हैं कि जिन चीजों को हमें करने की आवश्यकता है रिस्क को संभालने के लिए रिस्क से अधिक महंगा है रिस्क एक्सेप्टेंस बहुत कम रिस्क वाले रिस्क के लिए की जाती है क्षति बहुत कम होगी और संभावना कम होगी इसलिए हम रिस्क एक्सेप्टेंस करते हैं इन मामलों के लिए हो सकता है कि रिस्क को प्रबंधित करने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता है वे स्वयं रिस्क की तुलना में बहुत अधिक महंगे होंगे उस स्थिति में रिस्क को स्वीकार करना बेहतर है और कभी कभी रिस्क कई उच्च रिस्क के साथ भी ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट का एक प्रमुख व्यक्ति प्रोजेक्ट छोड़ रहा है तो हम उस जगह किसी अन्य व्यक्ति को प्रोजेक्ट को शुरू करने में नहीं लगा सकते वह बहुत महंगा होगा यह स्वयं रिस्क से अधिक हानिकारक होगा इसलिए इस मामले में हम रिस्क एक्सेप्टेंस करते हैं रिस्क से बचाव अगर उदाहरण के लिए रिस्क से बचना संभव है अगर हम पाते हैं कि सॉफ़्टवेयर के किसी एक मॉड्यूल को विकसित करना बहुत मुश्किल है और हमें इस मॉड्यूल में देरी bug होने की संभावना है हम इसे आउटसोर्स कर सकते हैं इसलिए यहां हमने रिस्क से बचा है क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं थी और हमने इसे कुछ तीसरे पक्ष को दिया जिनके पास मॉड्यूल को विकसित करने की अच्छी क्षमता है और हमने रिस्क से बचा है इस मामले में रिस्क कम करने की योजना बनाते हैं ताकि रिस्क का प्रभाव कम हो उदाहरण के लिए यदि हम अनुमान लगाते हैं कि कुछ प्रमुख व्यक्ति छोड़ सकते हैं तो हमारे पास अच्छे दस्तावेज हो सकते हैं हमारे पास रिव्यू हो सकती है ताकि अन्य सदस्यों को उस कार्य के बारे में पता हो जो प्रमुख व्यक्ति द्वारा किया जाता है इस मामले में जो नया व्यक्ति आता है वह पहले से तैयार किए गए दस्तावेजों का उल्लेख कर सकता है और उन लोगों से भी चर्चा कर सकता है जिन्होंने काम की समीक्षा की है रिस्क ट्रांसफर के लिए हम बीमा कंपनी से बीमा खरीद सकते हैं और रिस्क आने पर हम बीमा कंपनी को risk ट्रांसफर कर सकते हैं जिसे हम प्रीमियम भरते हैं अब रिस्क बीमा कंपनी पर ट्रांसफर कर दिया गया है रिस्क मिटिगेशन और कंटीन्जेसी मेजर हम योजनाएं तैयार कर सकते हैं अगर रिस्क होता है तो हम किस कंटीन्जेसी मेजर को अपना सकते हैं वह हम पता करेंगे रिस्क में कमी का लाभ उठाना यह एक रिस्क से निपटने के तंत्र की प्रभावशीलता है रिस्क रिडक्शन लीवरेज एक जोखिम हैंडलिंग तकनीक की प्रभावशीलता के लिए एक क्वांटिटीव वैल्यू है हम कहते हैं कि हम एक रिस्क से निपटने की तकनीक और रिस्क से निपटने की तकनीक को तैनात करते हैं रिस्क से निपटने की तकनीक और प्रभाव में कमी की लागत हम इस पर विचार करते हैं कि प्रभाव में कमी क्या है रिस्क से निपटने की तकनीक को तैनात करने से पहले रिस्क रिस्क से निपटने की तकनीक को तैनात करने के बाद रिस्क को कम कैसे किया जा सकता है इसलिए रिस्क से निपटने की तकनीक तैनात होने के बाद यह रिस्क में कमी है और यह रिस्क से निपटने की तकनीक की लागत है उदाहरण के लिए शुरुआत में हमारे पास आग लगने की संभावना 1 प्रतिशत थी जिससे 200 k नुकसान हुआ तो संभावित नुकसान 200000 है और होने वाले रिस्क की संभावना 1 प्रतिशत है इसलिए रिस्क से निपटने की तकनीक को लागू करने से पहले रिस्क 200000 का 1 प्रतिशत है और अब जब हमने फायर अलार्म लगाया है जिसकी कीमत 500 रुपये है और अब आग लगने के कारण नुकसान की संभावना 50 प्रतिशत है तो 200 प्रतिशत का 1 प्रतिशत 200000 का 05 प्रतिशत जो कि 200000 के 05 प्रतिशत के बराबर है जो 100000 के बराबर है 200000 का 1 प्रतिशत 2000 माइनस 05 का 200000 है इसलिए यह 100 सॉरी 1000 के बराबर है और 1000 बाय 500 2 के बराबर है और इसलिए हम रिस्क में कमी की तकनीक को तैनात करके लाभान्वित होते हैं जो कि फायर अलार्म की लागत 500 है लेकिन फिर रिस्क 1000 से कम हो जाता है और इसलिए रिस्क में कमी का लाभ 1 से अधिक होता है और जब भी रिस्क में कमी का लाभ 1 से अधिक होता है हम कहते हैं कि यह रिस्क से निपटने की तकनीक करने योग्य है इस चर्चा के साथ हम रिस्क मैनेजमेंट का समापन करेंगे और हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे हम एक क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को कैसे परिभाषित करते हैं आप किसे गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट कहेंगे परंपरागत रूप से हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट क्वालिटी का है अगर यह वही करता है जो उपयोगकर्ता इसे करना चाहता है यह क्वालिटी की पारंपरिक परिभाषा है इसे उद्देश्य की फिटनेस कहा जाता है उदाहरण के लिए आप एक टेबल फैन खरीदना चाहते हैं और हम कहते हैं कि आपको बाजार से एक मिला था और पाया कि यह आसानी से चलता है और अच्छी हवा देता है आप कहते हैं कि यह एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है लेकिन मिक्सर ग्राइंडर टेबल फैन या कार जैसी पारंपरिक वस्तु उपलब्ध है फिटनेस उद्देश्य के लिए एक साइकिल सहज रूप से स्पष्ट है लेकिन एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का फिटनेस उद्देश्य क्या है आप कब कहते हैं कि सॉफ़्टवेयर प्रोडक्ट का उद्देश्य फिटनेस हो सकता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के उद्देश्य की फिटनेस को परिभाषित करने का एक तरीका यह है कि एसआरएस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया है दूसरे शब्दों में सॉफ़्टवेयर प्रोडक्ट के लिए सॉफ़्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी अनिवार्य रूप से इसकी आवश्यकताओं के अनुरूप होती है हर सॉफ्टवेयर को कुछ आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाता है और जब तक यह सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है हमें यह कहने के लिए लुभाया जा सकता है कि यह एक क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर है और यह फिलिप क्रॉस्बी सहित कई ने अपनी क्वालिटी इस फ्री "Quality is Free" पुस्तक में स्वीकार किया है लेकिन यह सोचने के लिए कि आवश्यकताओं की संतुष्टि मूल रूप से उपयोगकर्ताओं को देखने की है यह कार टेबल फैन फूड मिक्सर माइक्रोवेव ओवन वगैरह की क्वालिटी खोजने के समान है लेकिन फिर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए यह वास्तव में क्वालिटी की अच्छी परिभाषा नहीं है लेकिन फिर टेबल फैन फूड मिक्सर माइक्रोवेव ओवन और एक सॉफ्टवेयर के बीच क्या अंतर हैऐसा क्यों है कि उद्देश्य की फिटनेस भले ही एक पारंपरिक प्रोडक्ट की अच्छी परिभाषा है यह सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी की संतोषजनक परिभाषा नहीं है उत्तर यह है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए कार्यात्मक शुद्धता क्वालिटी का केवल एक पहलू है कई अन्य पहलू भी हैं उदाहरण के लिए यदि यह कार्यात्मक रूप से सही है तो क्या होगा लेकिन उपयोगकर्ताओं के लिए यूजर इंटरफ़ेस का उपयोग करना लगभग असंभव लगता है हम इसे गुणवत्ता वाला सॉफ़्टवेयर नहीं कह सकते इसी तरह एक अन्य सॉफ्टवेयर उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है जो आवश्यकता विनिर्देश पुस्तिका में लिखी गई हैं लेकिन फिर इसका एक समझ से बाहर और अपरिहार्य कोड है तो किसी भी बग किसी भी संवर्द्धन इस सॉफ्टवेयर के लिए करना बहुत कठिन होगा आइए हम कहते हैं कि हमने एक छात्र ग्रेडिंग सॉफ़्टवेयर स्थापित किया है और पाया कि कुछ दिनों के बाद बग है अब हम इस सॉफ़्टवेयर को बनाए रखना चाहते हैं हमने अनुरोध किया कि इस बग को हटा दिया जाए लेकिन चूंकि इसमें एक असंगत और अचूक कोड है इसलिए इसमें कोई भी बदलाव करना कठिन होगा इसी तरह अगर किसी एनहैंसमेंट की आवश्यकता होती है तो हमें बताएं कि सभी फ़ंक्शंस संतुष्ट हो गए हैं उन्हें सही तरीके से लागू किया गया है लेकिन फिर हमें एक छोटी सी वृद्धि की आवश्यकता है लेकिन यह करना कठिन होगा क्योंकि कोड बहुत खराब है हम इसे क्वालिटी सॉफ़्टवेयर नहीं कह सकते तो एक बात स्पष्ट है कि अन्य प्रोडक्ट के विपरीत सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को केवल उद्देश्य या आवश्यकताओं की संतुष्टि के आधार पर गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है हमें गुणवत्ता गुणों के एक सेट के संदर्भ में सॉफ़्टवेयर की गुणवत्ता को परिभाषित करने की आवश्यकता है बेशक उनमें से एक सही होगा लेकिन फिर अन्य विशेषताओं को भी संतुष्ट करना होगा आइए हम देखें कि गुणवत्ता विशेषताओं का सेट क्या हो सकता है उपयोग के बाद सुधार निश्चित रूप से गुणवत्ता सॉफ्टवेयर विश्वसनीयता विफलता की संभावना के लिए विशेषताओं में से एक है दक्षता का व्यर्थ उपयोग नहीं करना चाहिए उदाहरण डिस्क मेमोरी स्पेस सीपीयू समय और प्रतिक्रिया समय की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए पोर्टेबिलिटी मतलब कल हम इसे नए हार्डवेयर पर चलाना चाहते हैं हमें आसानी से करने में सक्षम होना चाहिए यह भी एक क्वालिटी एट्रिब्यूट है उपयोगिता एक अच्छा उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस होना चाहिए उपयोगकर्ताओं को सहज आसान उपयोग करना चाहिए पुनर्प्रयोग अगर हम इस सॉफ़्टवेयर का विस्तार करना चाहते हैं तो इसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए संशोधित करें यह करना संभव होना चाहिए यह संभव है कि कोड को इतनी बुरी तरह से ना बनाया जाए जिससे कि हम उसे मेंटेन ना कर सके इसे विस्तारित करना संभव होना चाहिए ये क्वालिटी एट्रिब्यूट की शुद्धता रिलायबिलिटी एफिशिएंसी पोर्टेबिलिटी यूजएबिलिटी रीयूजएबिलिटी मेंटेनेबिलिटी के लिए संभावित सेट हैं लेकिन कई अन्य क्वालिटी एट्रिब्यूट हैं जिन्हें माना जा सकता है कई चिकित्सक और शोधकर्ता क्वालिटी वाले मॉडल के साथ आए हैं क्वालिटी मॉडल मूल रूप से कुछ क्वालिटी अटरीब्यूट्स के आधार पर सॉफ़्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं हम वास्तव में क्वालिटी मॉडल को नहीं देखेंगे लेकिन हमें केवल इन क्वालिटी अटरीब्यूट्स के आधार पर जागरूक होने की आवश्यकता है क्वालिटी मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं ताकि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दिया जाए हम क्वालिटी मॉडल के आधार पर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी को माप सकते हैं अब देखते हैं कि वर्षों से प्रोडक्ट सिस्टम कैसे विकसित हुई है पिछले 6 से 7 दशकों में प्रोडक्ट सिस्टम बहुत तेजी से विकसित हुई है द्वितीय विश्व युद्ध से पहले 1940 के दशक 30 के दशक यह स्वीकार किया गया कि क्वालिटी वाले प्रोडक्ट के लिए हमारे पास तैयार प्रोडक्ट का कठोर निरीक्षण होना चाहिए और फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट को खत्म करना चाहिए उदाहरण के लिए नट और बोल्ट बनाने वाली कंपनी वे बोल्ट और नट के लिए एक तोलेरेंज को परिभाषित करेंगे और यदि वे तोलेरेंज से परे हैं तो उन्हें अलग करें और उन्हें अस्वीकार करें अच्छे प्रोडक्ट को ग्राहक को दिया जाना चाहिए और बुरे लोगों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए यह एकमात्र तरीका था कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले विभिन्न विक्रेताओं द्वारा क्वालिटी वाले प्रोडक्ट का उत्पादन किया गया था यह प्रोडक्ट का सख्ती से निरीक्षण और परीक्षण करना है और फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट को खत्म करना और ग्राहकों को केवल अच्छे प्रोडक्ट देना है लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकास के चार चरण हो गए हैं और हो सकता है कि वे जापानियों से आए हों जिसने जापानी अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने में मदद की और जापान को बहुत गुणवत्ता वाले सामान का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है प्रारंभिक क्वालिटी एफर्ट टेस्टिंग कर रहे थे जो परीक्षण के माध्यम से डिफेक्टिव प्रोडक्ट की पहचान कर रहे थे एक बार जो परीक्षण में असफल हो जाते हैं उन्हें अच्छे प्रोडक्ट्सको ग्राहक के पास भेज दिया जाता है खराब प्रोडक्ट्स को अस्वीकार कर दिया जाता है लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे कि विनिर्माण की प्रक्रिया के लिए खराब प्रोडक्ट के परीक्षण और अस्वीकृति से ध्यान हट गया हम इस व्याख्यान के अंत में हैं हम यहां रुकेंगे और हम अगले व्याख्यान में इस पॉइंट से जारी रखेंगे धन्यवाद